प्रिय छात्रों नमस्ते आज हम एक बहुत ही रोमांचक और नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिस को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है यदि आपको याद है कि एक वार्षिक रिपोर्ट में तीन महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं जो सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है और वास्तव में वे लगभग सभी उपक्रमों के लिए आवश्यक हैं क्या आपको याद है कि तीन स्टेटमेंट्स क्या हैं पहले हमने सीखा बैलेंस शीट फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है पहले सत्र में हमने प्रत्येक के उद्देश्यों को देखा था तो क्या आप बता सकते हैं कि बैलेंस शीट आपको क्या बताती है बैलेंस शीट वित्तीय स्थिति का एक बयान है तो यह किसी विशेष तिथि पर एसेट्स और लिएबिलिटीज़ को सूचीबद्ध करता है लाभ या हानि खाता एक बयान है जो आय और खर्च दिखा रहा है शुद्ध परिणाम किसी विशेष अवधि के लिए लाभ या हानि है परंपरागत रूप से ये दोनों बयानों को किसी भी एंटिटी के परिणामों को दर्शाने वाला अंतिम वक्तव्य माना जाता था एंटिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है लाभकारी या गैर लाभकारी या साझेदारी फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न या कॉर्पोरेट लगभग हर उपक्रम में इन दो कथनों को तैयार करना है धीरे धीरेयह महसूस किया गया कि ये दोनों कथन हालांकि बहुत महत्वपूर्ण हैं वे स्टेकहोल्डर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं और हम कुछ मामलों में इस पर एक नज़र डालेंगे और हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जैसा कि सूचकांक में सूचीबद्ध है मैंने आपको सूचित किया है कि पारंपरिक वित्तीय विवरण जनरेशन और नकदी के उपयोग के बारे में जानकारी देने में विफल हैं और आमतौर पर बयान के उपयोगकर्ता जानना चाहते हैं कि वे कौन से तरीके हैं जिनसे एक उद्यमी नक़दी पैदा करने में सक्षम है और वे यह भी जानना चाहते हैं कि किसी विशेष अवधि में नक़दी का उपयोग कैसे किया जाता है तो एक अवधि में नक़दी की आवाजाही का सारांश देने की आवश्यकता है और वहाँ नकदी प्रवाह विवरण का महत्व आता है अब कैश फलो स्टेटमेंट का अर्थ यह है कि यह एक लेखा अवधि के दौरान नक़दी प्रवाह का सारांश है चाहें रिसीट्स या पेमेंट हो इसके अलावा यह प्रवाह को तीन प्रमुख तरह से वर्गीकृत करता है ऑपरेटिंग अगर आप और विवरण पढ़ना चाहते हैं ये लेखांकन मानक हैं जिसके आधार पर नक़दी प्रवाह बनाया जाता है वर्तमान में जो कंपनियां सामान्य रूप से उपयोग कर रही हैं उन्हें इंडस 7 कहा जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक के समान है IAS 7 और मानक का पुराना सेट AS 7 है I और एएस 3 कैश फलो तैयार करने से संबंधित है अब आप पहले से ही बैलेंस शीट पी और एल खाते को जानते हैं अब आपको क्या लगता है कि कैश फलो स्टेटमेंट इन दोनों में से किस स्टेटमेंट के समान है मुझे लगता है कि आप में से कुछ यह अनुमान लगाने के लिए सक्षम हैं यह कुछ हद तक P और L के समान है क्योंकि P और L एक विशेष लेखांकन अवधि के लिए भी है कैश फलो स्टेटमेंट बैलेंस शीट की तरह एक विशेष लेखांकन अवधि के लिए है बैलेंस शीट एक अवधि के लिए नहीं है यह अवधि के अंत में तैयार की जाती है लेकिन यह एक क्युमुलेटिव स्टेटमेंट है इसलिए यदि बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 के लिए है तो यह एसेट्स जो खरीदे गए या जिन्हें पहले के सभी वर्षों में अधिग्रहित किया गया है न कि केवल इस वर्ष में बल्कि व्यवसाय शुरू करने से लेकर 31 मार्च 2020 तक अगर कोई संपत्ति खरीदी जाती है और अभी तक बेची नहीं गई है इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लेकिन अगर आप मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते पर विचार करते हैं तो यह केवल 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक मुनाफ़ा या बिक्री या खर्च दिखायेगा इसलिए यह एक पीरियड स्टेटमेंट है लाभ और हानि एक पीरियड स्टेटमेंट है इसी तरह कैश फलो भी एक पीरियड स्टेटमेंट है अब बैलेंस शीट आपको सभी एसेट्स और लिएबिलिटीज़ प्रदान करती है ये कैश फलो के मामले में नहीं है कैश फलो आपको प्राप्तियों का सारांश और खर्चों का सारांश दे रहा है इसका अर्थ हैं कुछ आइटम लाभ और हानि खाते के समान होंगेलेकिन बैलेंस शीट में कई आइटम हैं जो पी और एल में नहीं आते हैंलेकिन जो सीधे कैश फलो बयान में परिलक्षित होते हैं क्या आप ऐसे किसी उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं कि कोई विशेष वस्तु बैलेंस शीट में है और क्योंकि यह बैलेंस शीट में है यह पी और एल में आये बिना कैश फलो में आएगा जरा सोचो मान लीजिए कंपनी मशीनरी खरीदती है और इसके लिए नकद भुगतान करती है क्या यह कैश फलो बयान में जाएगा उत्तर है हाँ क्योंकि कंपनी ने इसके लिए नकद भुगतान किया है क्या यह P और L में जाएगा उत्तर है नहीं क्योंकि यह न तो आय है और न ही व्यय है क्या यह बैलेंस शीट में जाएगा हाँ क्योंकि यह एक संपत्ति है इसलिए मशीनरी एक नई संपत्ति है जिसे ख़रीदा जाता है यह बैलेंस शीट में परिलक्षित होता है और क्योंकि यह बैलेंस शीट में आता है और नकद भुगतान शामिल है यह कैश फलो में भी आ जाएगा हालांकि मैं कह रहा हूं कि यह पी और एल के समान है ऐसा नहीं है कि यह पी और एल की तरह जानकारी दे क्योंकि वहाँ कई आइटम हैं जो बैलेंस शीट से लेकर कैश फलो स्टेटमेंट तक से आ रहे है कोई भी वस्तु जहां नक़दी की आवाजाही शामिल हो कैश फलो में दिखाया जाएगा अब हम केवल वर्गीकरण पर एक नज़र डालेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रवाह को तीन प्रमुखों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जो ऑपरेटिंग हैं अब शुरू करने के लिए सबसे पहले नक़दी से क्या मतलब है क्योंकि हम कह रहे हैं कि यह कैश फलो स्टेटमेंट है हमेशा ध्यान रखें कि जब हम कैश कहते हैं तो यह कैश और कैश के समांतर को संदर्भित करता है अब कैश इन हैंड में कैश क्या है लेकिन निश्चित रूप से नक़दी जो आप अपनी जेब में रखते हैं मुद्रा नोटों के रूप में एकमात्र नकद नहीं है यह कैश इन हैंड और जमा करने के लिए है अब डिमांड डिपॉजिट आम तौर पर बैंक के साथ रखा जाता है इसलिए वित्तीय वक्तव्यों में कई बार हम इसे बैंक बैलेंस कहते हैं तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों पर विचार किया जाता है जिसमें बैंक बैलेंस खातों का प्रकार यदि यह बचत खाते में है तो हां यदि यह चालू खाते में है तो हाँ अगर यह फिक्स्ड डिपाजिट में है तो नहीं क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार यह एक डिमांड डिपाजिट होना चाहिए इसका मतलब कंपनी या किसी उद्यम के लिए जब चाहे इसे वापस लेना या इसका इस्तेमाल करना संभव है इसीलिए बैंक बैलेंस बचत और चालू खाते होंगे एफडी खाते को नहीं माना जाता है अब यहाँ प्रयुक्त अन्य शब्द कैश और कैश एक्विवैलेन्ट के बराबर माना जाता है इससे जुड़ी एक और शर्त है कि यह मूल्य में परिवर्तन के अधीन नहीं होना चाहिए तो क्या आप किसी भी उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं मान लीजिए कि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है तो क्या आप इससे कैश एक्विवैलेन्ट के रूप में मान सकते हैं अन्य आइटम क्या हैं आप शेयर बाजार में आसानी से शेयर बेच सकते हैं क्या आप शेयरों को कैश एक्विवैलेन्ट के रूप में नहीं माना जाता है किसी भी अन्य मार्केटेबल सिक्योरिटी का सही उदाहरण माना जाता है इसलिए कैश फलो स्टेटमेंट विवरण में हम नकदी शब्द का उपयोग करेंगे इसमें नकदी के साथ साथ कैश एक्विवैलेन्ट राशि शामिल हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब आप कैश फलो से क्या समझते हैं यह आम बात है किसी भी कैश फलो में एक इनफ्लो की तरह जो नकदी प्राप्ति होती है या बैंक आउट फलो जो की नकद भुगतान और कैश एक्विवैलेन्ट हैं ये सभी कैश फलो में शामिल हैं फिर भी कैश और कैश एक्विवैलेन्ट से कैश में इसलिए हम इस तरह के मूवमेंट्स को नक़दी का हिस्सा नहीं मानेंगे तो ये मूवमेंट् नहीं हैं कैश का और इसलिए उन्हें कैश फलो के रूप में नहीं माना जाता है आइए हम अब कैश के प्रकार को देखते हैं अब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न कैश फलो वास्तव में वर्गीकृत होने के लिए आवश्यक हैं हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं तीन प्रमुख हेड्स ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हैं मुझे लगता है कि ये बहुत आत्म व्याख्यात्मक हैं लेकिन इस में कुछ विशिष्ट अर्थ संलग्न हैं लेकिन अभी शुरुआत में आपको ऑपरेटिंग कैश फलो क्या लगता है जरा सोचों कि किन वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जैसा कि नाम कुछ सुझाव देता है जो ऑपरेशन के साथ करना है ऑपरेशन का मतलब है हमारा हर दिन की व्यावसायिक गतिविधियाँ हम कई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं कैश के आने और जाने के लिए अब वे सभी को ऑपरेटिंग के रूप में माना जाता है यह एक रेसिडुअरी हेड है इसलिए जो कुछ निवेश या फाइनेंसिंग के रूप में नहीं माना जा सकता है वो ऑपरेटिंग में शामिल किया जाएगा और अब ऑपरेटिंग फलो के उदाहरणों के बारे में सोचें लेकिन मैं इसे आपकी स्पष्टता के लिए यहां दिखाऊंगा तो अबआपकी सभी कैश फलो गतिविधियों को आंकड़ा के रूप में विभाजित किया गया है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ऑपरेटिंग का मतलब प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित है आप आसानी से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित 30 40 उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं आगे इन्वेस्टिंग हैं अब आप किस उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जाहिर है स्क्रीन पर आप बहुत आसान उदाहरण भूमि की ख़रीद का देख सकते हैं है इसलिए जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो आप नकद भुगतान करते हैंऔर आपको भूमि प्राप्त होती है भूमि एक निश्चित संपत्ति या संपत्ति संयंत्र और उपकरण की तरह आइटम है यही कारण है कि यह एक इन्वेस्टिंग गति विधि है फाइनेंसिंग का उदाहरण ऋण लिया जाता है हम् ने बैंक से ऋण प्राप्त किया है इसलिए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है और एक नई बैंक ऋण के रूप में लायबिलिटी बनाई जाती है यह फाइनेंसिंग गति विधि का एक उदाहरण है अब हम ऑपरेटिंग गतिविधियों को थोड़ा और विस्तार से देखें तो इनको उद्यम के प्रमुख रेवेनुए गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए यह सामान्य गतिविधियों या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और किसी भी अन्य गति विधि के लिए तकनीकी शब्द है जिसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है वो इस में आएगी इसका बहुत आसान उदाहरण है कि सबसे महत्वपूर्ण गति विधि कैश उत्पादन के लिए हैं ग्राहकों से नकद प्राप्त किया जाएगा माल की बिक्री या सेवाएं के लिए तो मान लीजिए कि आप एक टैक्सी ऑपरेटिंग एजेंसी हैं और टैक्सी ग्राहक आपको नकद या क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक के माध्यम से भुगतान करते हैं तो आप राजस्व पैदा कर रहे हैं आप किस स्टेटमेंट में रेवेनुए को दिखाएँगे जाहिर है आप इसे पी और एल खाता में दिखाएँगे लेकिन आप इसे कैश फलो विवरण में भी दिखाएँगे क्योंकि आप इस प्रक्रिया में नकद प्राप्त कर रहे हैं तो यह एक बहुत स्पष्ट और बहुत सरल उदाहरण है कैश इनफ्लो का एक ऑपरेटिंग गति विधि से अब 5 6 उदाहरणों के बारे में और सोचें ये बहुत आसान हैं आप 30 उदाहरणों को भी सूचीबद्ध कर सकते हैं क्या आप कुछ और उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं तो क्या होगा आप भोजन का भुगतान करेंगे भुगतान करने का मतलब है कि नकदी का ऑउटफ्लो या तो नकदी के रूप में या क्रेडिट कार्ड या चेक या किसी अन्य माध्यम से लेकिन किसी भी मामले में नकदी बाहर जा रही है हम इसे एक ऑपरेटिंग कैश फलो के रूप में मानेंगे क्योंकि यह दिन प्रतिदिन की गतिविधि है यह एक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग गतिविधि नहीं है कोई अन्य उदाहरण बहुत सारे खर्च मुझे लगता है कि जैसे वेतन किराए का भुगतान वे सभी ऑपरेटिंग गतिविधियों में आते हैं तो ये कुछ उदाहरण हैं आप बिक्री के अलावा कुछ पैसे प्राप्त कर सकते हैं जैसे रॉयल्टी शुल्क कमीशन उनके कैश एक्विवैलेंट्स आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान के रूप में या कर्मचारियों को वेतन भत्ते गतिविधियों को कैसे परिभाषित करेंगे और उनके उदाहरण क्या हैं इन्वेस्टिंग गतिविधि के विभिन्न उदाहरण हैं अब इन्वेस्टिंग गतिविधियों में जाने से पहले हम यह भी समझना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग गतिविधियों की सूचना कैसे दी जाती हैं अब ऑपरेटिंग गतिविधियों की रिपोर्टिंग की दो विधियाँ हैं एक प्रत्यक्ष विधि है अन्य एक अप्रत्यक्ष विधि है प्रत्यक्ष विधि मेंग्रॉस बिक्री और नकद के ग्रॉस भुगतानों की सूचना दी जाती है अब यह प्रत्यक्ष विधि का एक प्रारूप है मुझे आशा है कि केवल इसका अवलोकन करने से यह आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा की ग्राहकों से मिलने वाली नक़दी या आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारी को दिए जाने वाले नकद सब कुल नकद राशि के रूप में दिखाया गया है जो या तो प्राप्त है या भुगतान किया गया है कुल राशि ऑपरेशंस से उत्पन्न कैश माना जाता हैटैक्स माइनस इनकम टैक्स चुकाने से पहले आपको ऑपरेटिंग गतिविधियों से शुद्ध नक़दी प्राप्त होगी क्या आप समझ रहे हैं यह एक प्रत्यक्ष विधि है क्योंकि प्राप्त और भुगतान की गई कुल राशि को दिखाया गया है एक और तरीका है जिसे अप्रत्यक्ष विधि के रूप में जाना जाता है अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि आप पी और एल खाता से शुरुआती बिंदु के रूप में लाभ के साथ शुरू करते हैं और उसके बाद आप उस नक़दी की गणना करने के लिए कुछ समायोजन करते हैं जो ऑपरेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न होता है सत्र की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कैश फलो और P और L में बहुत सी समानताएँ हैं दरअसल कैश फलो का यह हिस्सा जो गतिविधियों का संचालन कर रहा है पी और एल के समान है तो हम मानते हैं कि जो भी नक़दी उत्पन्न हुई है वह लाभ के रूप में है यह सच नहीं है लेकिन आप शुरू कीजिए लाभ के साथ जिसको ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकद माना जाता है और उन वस्तुओं को जो अलग अलग हैं तो पी और एल खाते में कुछ गैर नकद आइटम हैं जिन्हें वे समायोजित करेंगे वहां कुछ गैर ऑपरेटिंग आइटम होंगे जिन्हें भी समायोजित किया जायेगा इसीलिए अपने लाभ से आप ऑपरेटिंग से उत्पन्न नक़दी की गणना करने के लिए काम करते हैं बस एक नजर प्रारूप पर डालिये मुझे लगता है कि इससे कई चीजें स्पष्ट होंगी तो आप रेटेनेड एअर्निंग्सइसलिये जोड़ते हैं क्योंकि यह एक गैर नकद व्यय है यह P और Lसे डेबिट होता है या इसे P और L से चार्ज किया जाता है लेकिन कोई कैश आउट फलो शामिल नहीं होता था इसलिए हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रावधान तो हम फिर से गैर ऑपरेटिंग आइटम डिडक्ट करेंगे जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड या परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और सभी P और L खाते से संबंधित समायोजन करने के बाद ध्यान रखें कि ये समायोजन दो हेड्स के नीचे हैं एक अगर आपको ऐसी कोई भी वस्तु मिलती है जो प्रकृति से नॉनकैश हो हम उसे अकाउंट केरेंगये यदि कोई वस्तु है जो प्रकृति में गैर ऑपरेटिंग है लेकिन यह पी और एल में है तो हम इसको भी समायोजित करेंगे अब दोनों प्रकार के समायोजन करने के बाद हमें ऑपरेशन गतिविधियों से मुझे पता है कि यह थोड़ा जटिल है क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष तरीका है यह एक रिवर्स विधि है अगर आपको याद है मैं बस आपको पी और एल खाता याद दिला रहा हूँ कृपया अपने P और L पर एक नज़र डालें एक बार फिर से यदि आप P और L को नहीं समझते हैं तो पहले आपको P और L विषय का अध्ययन ठीक से करना होगा लेकिन पी और एल खाते में सभी आय और खर्चों की एक सूची थी जो आपको नेट प्रॉफिट देने वाले थी अब यहां हम शुद्ध लाभ के साथ शुरू कर रहे हैं हम उन सभी आइटम को जोड़ते हैं जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग हैं उन्हें लाभ की गणना के लिए घटा दिया गया था उदाहरण के लिएडेप्रिसिएशन की बिक्री पर नुकसान जोड़ते हैं फिर हम उन वस्तुओं को डिडक्ट करते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग हैं लेकिन लाभ की गणना के लिए जोड़ा जाता है जैसे संपत्ति की बिक्री से लाभ और इस समायोजन को करने के बाद में आप ऑपरेशन से धन प्राप्त उपयोग करते हैं वहां हम वर्तमान एसेट्स के लिए समायोजन करते हैं अब हम ऐसा समायोजन क्यों करते हैं क्योंकि हर बार जब आप लाभ कमाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने नक़दी बनाई है मान लीजिए आप क्रेडिट बिक्री कर रहे हैं क्रेडिट बिक्री आपको लाभ देगी लेकिन आपके लिए कोई भी नक़दी उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि नक़दी अभी भी देनदारों के पास है नक़दी हो सकती है स्टॉक में या आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है लेकिन आपको पहले लेनदारों से पैसा मिल चुका है इस तरह के सभी परिदृश्यों को समायोजित करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां हमारा ध्यान केंद्रित है नक़दी की गणना के लिए जो ऑपरेशन से हैं इसलिए हम यहां रुकेंगे आज हमने जो कवर किया है वह कैश फलो स्टेटमेंट के साथ शुरू हुआ है कैश फलो स्टेटमेंट का महत्व तीन श्रेणियों का ऑपरेटिंग को भी देखें जो ऑपरेटिंग गतिविधियाँ एक बार फिर स्पष्ट बना देगा